डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 23वे व्याख्यान में आपका स्वागत है हम एप्लीकेशन डिजाइन और विकास पर चर्चा कर रहे थे और यह तीसरी और अंतिम कक्षा है इस बारे में पिछले व्याख्यान में हमने एप्लीकेशन संरचना के मुद्दों पर और त्वरित विकास प्रक्रिया के मुद्दों पर और प्रदर्शन और सुरक्षा पर हमने चर्चा की फिर हमने ऊपरी तौर पर यह भी देखा कि मोबाइल ऐप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इस व्याख्यान में हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लेंगे हम डीबीएमएस विषय में है और मैं एप्लीकेशन डिजाइन के सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा बल्कि मैं डाटा बेस पर ही आधारित रहकर चर्चा करूंगा हम लाइब्रेरी इनफार्मेशन सिस्टम की आधारभूत जरूरतों के विवरण से शुरु करेंगे और फिर वहां से शुरू करके हम तरह तरह की एंटिटीज के भिन्न भिन्न अर्थों का उपयोग करेंगे और क्वेरी कैसे लिखते हैं इन सब विषयों को देखेंगे और इस समस्या के लिए एक स्कीमा को अंतिम रूप देंगे चलिए काम करते हैं इस व्याख्यान का मुख्य मुद्दा लाइब्रेरी इनफार्मेशन सिस्टम है हम इस आधारभूत या बहुत ही छोटे विवरण से शुरुआत करते हैं आप जैसे जैसे बाकी के वीडियो को देखेंगे तो यह हमें काफी विचार करने की सामग्री देता है मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पेज का प्रिंटआउट निकाल ले और इसे अलग से रख ले क्योंकि आप इसको बार बार काम में लेंगे मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि हम एक महाविद्यालय की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं इसमें दो लाख से ज्यादा किताबें हैं और करीब 10000 सदस्य हैं जो कि निरंतर तौर पर किताबें ऋण में लेते हैं और ऋण अवधि की समाप्ति पर उन्हें जमा कराते हैं तो लाइब्रेरी को एक इनफार्मेशन सिस्टम की जरूरत है जिससे कि वह किताबों को सदस्यों को और किताब लौटाने की प्रक्रिया को चला सके तो हम इन विषयों को देख रहे हैं और किताबों की खरीद को या उनको जमाने के तरीकों को नहीं देख रहे हैं हर एक किताब पर किताब का शीर्षक लेखक प्रकाशक आदि आदि विशेषताएं होती है इसके अलावा आईएसबीएन होता है जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संख्या है इससे कि आप किसी भी पुस्तक को अद्वितीय रूप से पहचान सकते हैं तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट की किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं यहां पर तो इसका भी एक आईएसबीएन क्रमांक है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह इस किताब की प्रति के लिए अद्वितीय है बल्कि यह तो इस किताब के लिए अद्वितीय है तो यदि आप इस किताब की 3 प्रतियां खरीदते हैं और लाइब्रेरी में रखते हैं तो इन तीनों प्रतियों को अलग अलग पहचानने के लिए हमें दूसरे क्रमांक की जरूरत पड़ेगी जिसे सामान्यतया एक्सेशन क्रमांक कहा जाता है यही एक्सेशन क्रमांक बताता है कि यह कौन सी प्रति है क्योंकि लाइब्रेरी में सदस्यों के लिए एक ही किताब की कई प्रतियां हो सकती है मोटे तौर पर 4 तरह के सदस्य होते हैं विद्यार्थी एवं अध्यापक परंतु विद्यार्थियों के बीच में वहां पर स्नातक परास्नातक और अनुसंधान छात्र होते हैं और अध्यापक होते हैं विद्यार्थियों का विवरण उनके नाम से रोल नंबर से विभाग से लिंग से मोबाइल नंबर से जन्म तिथि से और डिग्री से जिसके लिए वह अध्ययन कर रहे हैं वहीं प्रत्येक अध्यापक का नाम कर्मचारी क्रमांक विभाग लिंग और मोबाइल नंबर होता है पुस्तकालय से जुड़ते वक्त इन सभी सदस्यों का प्रबंधन करने के लिए पुस्तकालय प्रत्येक सदस्य को एक अद्वितीय सदस्यता क्रमांक देती है और प्रत्येक सदस्य के पास अधिकतम कोटा होता है जिसमें वह कितनी किताबें ले सकता है और अधिकतम अवधि जिसके लिए किताबें अपने पास रखी जाती है होता है तो यहां पर कई तरह के विवरण हैं अलग अलग सदस्य वर्गों के लिए अलग अलग सदस्यों का अलग अलग कोटा हो सकता है और अलग अलग अवधि हो सकती है सामान्य नियम के हिसाब से एक किताब तभी स्वाभाविक रूप से किसी सदस्य को दी जा सकती है जब वह पहले से ही किसी को ना दे दी गई हो और एक किताब किसी सदस्य को तब जारी नहीं की जा सकती जब वह सदस्य पहले से ही उस किताब की दूसरी प्रति को जारी करवा चुका हो तो आप एक ही किताब की दो प्रतियां एक ही समय पर जारी नहीं कर सकते हैं और अगर कोई सदस्य दी गई तारीख की अवधि को पार कर लेता है या पहले से जारी की गई किताबों में वह सदस्य अवधि को पार कर लेता है तो वह एक प्रकार से चूक में होगा अगर किताबें जमा कराने की अवधि पार हो जाए तो और पुस्तके जारी नहीं होगी स्पष्ट रूप से कोटा पार होने पर भी ऐसा ही होगा जब भी हम नाम की बात करते हैं तो प्रत्येक नाम में दो भाग होंगे प्रथम नाम और अंतिम नाम दिया गये विवरण के आधार पर हमें एक अच्छा रिलेशनल स्कीमा बनाने की आवश्यकता है जिससे हम टेबल का प्रबंधन कर पाए तो हम कुछ नमूना क्वेरीज पर त्वरित नजर डालते हैं यह एक परिचायक नमूना है स्वाभाविक रूप से हमें कई प्रकार की क्वेरीज की आवश्यकता है जैसे कि इनसर्ट डिलीट और अपडेट सदस्यों को जोड़ने और हटाने की सदस्यता के वर्गीकरण की किताबों के आकार की किसी सदस्य के कोटा को जोड़ने हटाने या बदलने की या अवधि की इन सब प्रकार की क्वेरीज हम चलाते हैं लाइब्रेरी के पास कोई दी गई किताब है इसी शीर्षक के साथ और अगर यह मिल जाती है तो उसका विवरण सूचीबद्ध होना चाहिए या फिर हमें यदि यह पता करना है है कि क्या लाइब्रेरी के पास किसी दिए गए लेखक की किताब है अगर मैं लेखक का नाम बताऊं तो किताब को ढूंढना संभव होना चाहिए यदि हम पता कर पाए की दिए गए आईएसबीएन क्रमांक के आधार पर किताब की प्रति लाइब्रेरी के लिए जारी करने हेतु उपलब्ध होगी तो जैसा कि मैंने कहा की एक ही किताब की कई प्रतियां हो सकती है आईएसबीएन क्रमांक देने पर यह सारी प्रतियों की जानकारी देगा उनके एक्सेशन क्रमांक उनके जारीकरण की स्थिति क्या वह जारी कर दी गई है या अभी उपलब्ध है यह सब पता करना संभव होगा किसी भी सदस्य का उपलब्ध कोटा बचा हुआ कोटा और इसके पास निश्चित रूप से ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि किसी सदस्य को किताब जारी की जा सके और सदस्य इस लाइब्रेरी के नियमों का पता कर सके और किसी भी पुस्तक को जमा करा सके आदि आदि तो यह कई प्रकार की सामान्य क्वेरीज है जिसकी पीछे की ओर हम इस डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन कहेंगे शुरुआत में मैंने बहुत सामान्य वाक्य कहा था यह स्पेसिफिकेशन में दिया गया है उसे हम देख सकते हैं की बुक्स एक एंटिटी सेट होगा और इसके अटरीब्यूट्स होंगे जैसे कि टाइटल ऑथर नेम जो कि संयुक्त है क्योंकि इसके 2 भाग होंगे जिसमें की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा पब्लिशर का नाम ईयर आईएसबीएन क्रमांक और एक्सेशन क्रमांक आएंगे तो इस प्रकार के अटरीब्यूट्स बुक्स के लिए उपलब्ध हैं तो यह मेरा पहला एंटिटी सेट है दूसरा एनटीटी सेट स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट के बारे में यह स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से आसानी से हम एनटीटी सेट निकाल सकते हैं स्टूडेंट एनटीटी सेट है और एट्रिब्यूट हैं सदस्यता क्रमांक क्योंकि निश्चित रूप से लाइब्रेरी सिस्टम में जैसा कि हमने पहले कहा था स्टूडेंट को सदस्य होना आवश्यक है तो यह वहां होना चाहिए और यह एक सदस्यता क्रमांक या मेंबर नंबर है कोई भी 2 विद्यार्थियों के पास समान रोल नंबर नहीं होगा फिर अपने पास विभाग लिंग मोबाइल नंबर जो कि खाली या नल भी हो सकता है जन्मतिथि डिग्री जो स्टूडेंट कर रहा है तो यह सारे अलग अलग प्रकार के अटरीब्यूट्स है इस एंटिटी सेट के लिए तो हमारे पास बुक्स से निकालते रहेंगे तो यह फैकल्टी एनटीटी सेट होगा और इसके अटरीब्यूट होंगे सदस्यता क्रमांक नाम आईडी आदि आदि यह सबको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि लाइब्रेरी प्रत्येक सदस्य को एक अद्वितीय सदस्यता क्रमांक देगी और सदस्यों का चार प्रकार का वर्गीकरण होगा तो हम सदस्यों को एंटीटी में मानते हैं जिनसे लाइब्रेरी को किताबें जारी करने हेतु लेनदेन करना है तो चलिए हम एक एंटिटी सेट सदस्य या मेंबर्स बनाते हैं इसमें सदस्यता क्रमांक और सदस्यता का प्रकार होगा जोकि अलग अलग तरह के स्नातक परास्नातक जिसमें कि इन चारों में से कोई भी एक विशेष मान हो सकता है हमने कोटा रखने के लिए नियमों की बात की थी प्रत्येक सदस्य का उसकी सदस्यता के वर्गीकरण के हिसाब से एक अलग कोटा होगा तो उसको प्रस्तुत करने के लिए कोटा एक एंटिटी सेट बन जाता है तो हम उसको प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग सदस्यता के प्रकार के लिए जोकि एक प्रकार का वर्गीकरण है उस हिसाब से कितनी अधिकतम संख्या में और कितनी अवधि के लिए किताबें ली जा सकती हैं हम कहते हैं कि हम अधिकतम अवधि महीनों के रूप में देंगे और इन तीन अटरीब्यूट्स के साथ हमारे पास एक एंटिटी सेट होगा जिसे कोटा कहते हैं यहां मैं एक और एंटिटी सेट के बारे में बात कर रहा हूं जोकि स्टाफ है यदि आप स्पेसिफिकेशन को ध्यान से पड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर स्टाफ का कोई जिक्र नहीं किया गया है पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन में परंतु यदि हम तार्किकता द्वारा सोचें तो हमें इसकी अक्सर आवश्यकता होगी जब हम इस तरह के प्रायोगिक स्पेसिफिकेशन के साथ काम करते हैं जो कि मैंने यहां दिया है तो अब हमें स्पेसिफिकेशन से थोड़ा आगे सोचना होगा तो अब ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है इसमें बुक्स भी होगा जो कि यह सारे काम करेंगे तो वह डेटाबेस में लॉगिन करने योग्य होंगे और वास्तविकता में बुक को जारी करना वापस लेना वैधता जांचना आदि आदि काम करेंगे हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी सेट स्टाफ होगा तो यह एक प्रकार से एनटीटी सेट के निर्माण में एक अनुमानित योग है और इसकी उपभोक्ता से सहमति ली जानी चाहिए जब भी अवसर आए परंतु इस तरह का कुछ निर्माण को पूर्ण बनाने के लिए होना चाहिए स्पष्ट रूप से यह दृश्य मान एंटिटी सेट है जो हमें तत्काल दिखते हैं अगला भाग जिसे हमें परखना होगा वह है रिलेशनशिप फिर से हमें जरूरी वाक्य उठाने होंगे जैसे की किताबें निरंतर रूप से सदस्यों को ऋण के रूप में जारी की जाती है और एक अवधि के बाद जमा कराई जाती है और लाइब्रेरी को किताबों को सदस्यों को और जारी जमा प्रक्रिया का प्रबंध करने के लिए एक एल आई एस की आवश्यकता है निश्चित रूप से एक रिलेशनशिप जारी करने की या ईशू करने की होगी जो की स्टूडेंट या फैकल्टी और बुक्स के बीच होगी इस रिलेशनशिप को नरम तरीके से परिभाषित करते हैं इसमें एक तरफ बुक्स होंगी और दूसरी तरफ एंटिटी सेट स्टूडेंट या फैकल्टी होगा वास्तविकता में मैं यहां पर इसको एकल रिलेशनशिप के आधार पर लिख रहा हूं परंतु वास्तविकता में यह एक ईशू रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स और बुक्स के बीच और फैकल्टी और बुक्स के बीच तो हमें यह देखना होगा कि हम स्थिति का सामना कैसे करते हैं अब निश्चित रूप से स्टूडेंट्स या फैकल्टी अपने अद्वितीय सदस्यता क्रमांक से पहचाने जाते हैं और लाइब्रेरी द्वारा किताबों को भी पहचानने के लिए एक्सेशन क्रमांक दिया गया है फिर से यह ध्यान में रखें कि हम आईएसबीएन क्रमांक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईएसबीएन क्रमांक एक ही किताब की कई प्रतियों के लिए समान हो सकता है परंतु जब आप किसी विशेष प्रति को जारी करते हैं तो एक्सेशन क्रमांक ही है जो अद्वितीय होता है उस विशेष प्रति को जांचने के लिए तो यह दो अटरीब्यूट है जो कि निश्चित रूप से रिलेशनशिप में शामिल होंगे और तब आप याद करेंगे की रिलेशनशिप और उनके अपने एट्रिब्यूट क्या है विभिन्न स्थितियों में जैसे कि किसी सदस्य ने किताब जारी करवाई है तो कितने महीनों के लिए वह किताब रख सकता है और अगर आपको यह परखना हो की किताब कब जारी की गई तो यह अटरीब्यूट किसी भी एंटिटी सेट में अस्तित्व में नहीं है जो इस रिलेशनशिप में शामिल हैं ना ही स्टूडेंट्स में ना ही फैकल्टी में ना ही बुक्स में परंतु यह अटरीब्यूट रिलेशनशिप का है जिसको लिखने की जरूरत है निश्चित रूप से यह रिलेशनशिप मेनी टू मेनी रिलेशन है और यह हमें तय रखनी चाहिए कि किसी भी समय पर एक किताब एक ही व्यक्ति को जारी की जा सकती है तो अगर आप इसको उस दृष्टिकोण से देखें तो यह मेनी टू मेनी ना होकर मेनी टू वन माना जाएगा तो अब इन एंटिटी और अटरीब्यूट्स और रिलेशनशिप को पता कर लेने के बाद अब हम रिलेशनल स्कीमा के साथ शुरुआत करते हैं तो मैंने यहां पर क्या किया है कि प्रत्येक एंटिटी सेट के लिए रिलेशनल स्कीमा के हिसाब से मैंने समान नाम से एक रिलेशनल स्कीमा बनाया है और रिलेशनल स्कीमा के अटरीब्यूट को पहचान कर मैंने अटरीब्यूट्स डाले हैं तो यह काफी सीधी बात है कि एक बार हम पहचान ले या इस पहचान की प्रक्रिया को वास्तविक विवरण से पहचान ले यह और अधिक सीधी प्रक्रिया है जहां पर आप प्रत्येक एंटिटी सेट को एक रिलेशन स्कीमा में परिवर्तित करते हैं और हमने उस रिलेशनशिप को जो वहां थी जिसे बुक इश्यू है इसको भी हमने रिलेशनल स्कीमा में बदल दिया है जिसके दो अटरीब्यूट हैं सदस्यता क्रमांक और एक्सेशन क्रमांक ऐसा करने के बाद चलिए देखते हैं कि बाकी के भाग कैसे निकलेंगे अगला कार्य हमारे पास स्कीमा के परिष्करण पर काम करना होगा तो अब हमारे पास इस समय रिलेशनल स्कीमा उपलब्ध है पहला स्कीमा उपलब्ध है तो अब हमे इस स्कीमा को परिष्कृत करने और अंतिम रूप देने के लिए इस रिलेशनल डिजाइन के भांति भांति के अर्थ लगाने होंगे तो हम क्या करेंगे तो हम एक एक रिलेशनल स्कीमा लेंगे और फंकशनल डिपेंडेंसीज पहचानने की कोशिश करेंगे यदि मैं बुक्स के रिलेशनल स्कीमा को देखूं तो हम आसानी से जान पाते हैं कि आईएसबीएन क्रमांक → शीर्षक लेखक का पहला नाम लेखक का अंतिम नाम प्रकाशक वर्ष यहां पर भी आप अवश्य देखेंगे कि क्योंकि नाम एक कंपोजिट अटरीब्यूट है इसीलिए मैंने दो अलग अलग अटरीब्यूट प्रथम नाम और अंतिम नाम बनाए हैं इसके साथ ही हमारे पास यह फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कहती है कि दिए गए आईएसबीएन नंबर से मैं यह विवरण जानता हूं यद्यपि इससे यह नहीं कहा जाता की एक्सेशन क्रमांक क्या है क्योंकि वहां पर कई प्रतियां हो सकती है लेकिन एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक किताब की प्रत्येक प्रति का समान आईएसबीएन क्रमांक होना ही चाहिए तो एक्सेशन क्रमांक देने पर आईएसबीएन क्रमांक पता चल जाना चाहिए तो हमारे पास अब तक यह है तो आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर एक किताब की 5 प्रतियां हैं जिनके अलग अलग एक्सेशन क्रमांक हैं जोकि की है उनके आईएसबीएन क्रमांक हैं जो कि सारे समान हैं तो यदि मेरे पास समान आईएसबीएन क्रमांक हैं तो मेरे पास कहीं एक्सेशन क्रमांक हो सकते हैं और इसीलिए यहां पर अलग अलग रिकॉर्ड होंगे परंतु यदि एक्सेशन क्रमांक दो किताबों का समान है माफ कीजिएगा आईएसबीएन क्रमांक दो किताबों का यदि समान है तो टाइटल लेखक का पहला नाम अंतिम नाम यह सारे अटरीब्यूट्स की पुनरावृत्ति होगी और यदि कई प्रतियां है उस किताब की तो प्रत्येक का अलग अलग इंद्राज होगा क्योंकि उनका अलग अलग एक्शेसन क्रमांक है परंतु उनका आईएसबीएन क्रमांक और बाकी सब कुछ अनावश्यक होगा तो हम आसानी से देख सकते हैं की दिए गए रिलेशन स्कीमा की वास्तविकता में किताब की कई प्रतियों में अनावश्यकता है और इसको यदि फॉर्मल थ्योरी एकसेशन क्रमांक होगी तो आईएसबीएन क्रमांक → टाइटल ऑथर आदि आदि यह फंक्शनल डिपेंडेंसी बॉयस कोड नॉरमल फॉर्म में भी वर्तमान में नहीं है तो मैं यहां पर नॉर्मलाइजेशन के वास्तविक चरणों में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं आपको सहज रूप से यह बता रहा हूं कि आप कैसे नॉरमलाइज कर सकते हैं क्योंकि यह काफी स्पष्ट है की एक्सेशन क्रमांक आईएसबीएन क्रमांक के साथ संबंधित है जिससे कि कई प्रतियों का ध्यान रखा जा सकता है तो मैं नॉर्मलाईजेशन के द्वारा एक पर प्रकाश डालता हूं और आपको दिखाता हूं किताबों की प्रतियों के लिए वहां पर आईएसबीएन क्रमांक और एक्सेशन क्रमांक लिखा रहेगा प्रत्येक एक्शन प्रमाण के लिए हम आईएसबीएन क्रमांक देख पाएंगे जो कि हमें बताएगा यह कौन सी किताब है और किताब का अन्य विवरण इसमें रखा रहेगा उदाहरण के तौर पर एक नए रिलेशनल स्कीमा में जिसे हम बुक कैटलॉग कहेंगे इसमें हमारे पास एक्सेशन क्रमांक के अलावा पहले के सारे अटरीब्यूट्स रहेंगे यदि आप इस डिपेंडेंसी को बुक कैटलॉग पर प्रक्षेपित करेंगे तो यह पूर्णतया प्रक्षेपित होगी तो यह पूरी डिपेंडेंसी सुरक्षित रहेगी अगर आप इस डिपेंडेंसी को बुक कॉपीज पर प्रक्षेपित करेंगे तब भी यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी तो यह पृथक्करण या डीकंपोजीशन द्वारा जुड़ सकते हैं इसमें की आईएसबीएन क्रमांक एक कॉमन अटरीब्यूट होगा यदि हम अटरीब्यूट्स के इन दो समूहों का इंटरसेक्शन ले तो आईएसबीएन क्रमांक वह अटरीब्यूट होगा और आईएसबीएन क्रमांक → बुक कैटलॉग के सारे अट्रिब्यूट्स तो हमारी बिना हानि के जॉइन कंडीशन यह है r 1 ∩ r 2 → r 1 तो यह हमें एक हानिरहित ज्वाइन देता है और आप पता कर सकते हैं कि प्रत्येक रिलेशन स्कीमा में यह फंक्शन डिपेंडेंसी जो कि दाएं हाथ की तरफ है एक की में है क्या आप भी औपचारिक प्रक्रिया को निभाते हुए फंक्शनल बॉयस कोड नॉरमल फॉर्म का डीकंपोजिशन करते हुए समान परिणाम पर आ सकते हैं लेकिन मैंने आपको अभी अभी इसे सरल तरीके से बताया कि आप इसे कैसे पा सकते हैं तो सरल तरीके से यह आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास किताब का विवरण है जो कि आप एक अलग टेबल में अलग रखते हैं क्योंकि यह अलग अलग प्रतियों में नहीं बदलती है और हमारे पास एक अलग टेबल है इन प्रतियों संबंधित सारी सूचना को रखने के लिए जोकि बुक्स रिलेशनशिप के बारे में ध्यान रखती है तो बुक का इशू एक रिलेशनल स्कीमा है जोकि स्टूडेंट फैकल्टी और किताबों के बीच से आता है तो मेरा मतलब यह है कि हम इन दोनों एंटिटी सेटस को साथ नहीं रख सकते हैं तो शुरुआत में इतना कहते हैं की लाइब्रेरी में एक सदस्य का सिद्धांत है तो क्या होगा यदि बुक इशू सदस्यों के और बुक्स के बीच में एक रिलेशन है और हम यह नहीं जानते हैं कि यह रिलेशनशिप सदस्यों और स्टूडेंट्स के बीच में है या सदस्यों और फैकल्टी के बीच में है परंतु हम इतना तो कह सकते हैं कि यह सदस्य और बुक के बीच में हैं इसीलिए सदस्यता क्रमांक और एक्सेशन क्रमांक दोनों साथ में कि बन जाते हैं जिसमें की जारी करने की दिनांक पहले से ही नॉर्मल फॉर्म में है जैसा कि आप देख सकते हैं कोटा है सदस्यों से मेरा मतलब जो कुछ हमने पहचाना है जैसे कि सदस्य जिससे लाइब्रेरी के सारे सदस्यों को सूचीबद्ध करना चाहिए सदस्यता क्रमांक का अस्तित्व उस सूची में यह बताएगा कि किसी के पास यह सदस्यता क्रमांक है और वह वास्तव में सदस्य है और यह यह भी बताएगा कि वह किस प्रकार का सदस्य है और किस वर्गीकरण में आता है तो सदस्यता क्रमांक या मेंबर नंबर → सदस्यता के प्रकार या मेंबर टाइप मैं सीमित होगा संभावित 4 में चारों में से एक संभावित संख्या या मान यहां पर बताई गई है और निश्चित रूप से हमें यह भी पता करना होगा कि हम यह सदस्यता का प्रकार कहां से लेंगे आदि पर यह सूचना यहां पर नहीं है तो और भी परिष्करण हमें इस दिशा में चाहिए होंगे हम स्टूडेंट्स पर चलते हैं और यह पूरा स्कीमा है जो हमने बनाया है तो रोल नंबर सारे अटरीब्यूट्स को बताते हैं विशेष रुप से रोल नंबर से मेंबर नंबर और मेंबर नंबर से रोल नंबर क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का एक अद्वितीय रोल नंबर है और स्पष्ट रूप से वह अद्वितीय सदस्यता क्रमांक है जो कि नंबर है और सारे एट्रिब्यूट्स पर जाता है तो सदस्यता क्रमांक से रोल नंबर और रोल नंबर से सदस्यता क्रमांक इसी प्रकार से रोल नंबर से बाकी के सारे अटरीब्यूट्स इसका मतलब यह हुआ इस रिलेशनल स्कीमा की दो कीज है रोल नंबर और सदस्यता क्रमांक और क्या हम इस डिजाइन से खुश हैं यह प्रश्न हमें पूछना है तो हम पता लगा सकते हैं कि सदस्यता क्रमांक किताबों को जारी वापसी और बुक इशू करने में काम आता है और हम इस बारे में सोच रहे थे जब हमें बुक इशू करना होगा स्टूडेंट को और वापस लेना होगा स्टूडेंट से आदि आदि तो क्या स्टूडेंट की सारे विवरण को इसमें एक साथ एक ही रिकार्ड में होना आवश्यक है और यदि हम उसे अतिरिक्त और पर जोड़ना चाहें किसी ज्वाइन के द्वारा या आप कोई क्वेरी करना चाहे तो अनावश्यक रूप से हमें बहुत ही बड़ी डाटा इकाई के साथ काम करना पड़ेगा और हम आने वाले 2 व्याख्यानों में देखेंगे कि अगर कोई रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो तो स्वाभाविक तौर से उसके साथ काम करना बड़ा कठिन हो जाता है तो यहां पर एक प्रकार की कठिनाई है इसी के समान एक सदस्यता क्रमांक यहां नहीं है और यह स्टूडेंट रिलेशन है तो यह यहां पर स्टूडेंट रिलेशन से आ रहा है परंतु सामान्य बात यह है कि जारी करने में यह फैकल्टी रिलेशन में भी आ सकता है तो इसको कैसे किया जाता है यह हम नहीं जानते हैं जारी और वापसी में भी सदस्यता का प्रकार चाहिए जो की यहां पर अंतर्निहित है जिसमें कि एट्रिब्यूट डिग्री जो आपको बताता है कि स्टूडेंट है जिसमें स्नातक है परास्नातक है या शोध छात्र है पर यह स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं है तो हम इस पर पहुंचे हैं की इस डिजाइन में इस प्रकार के मुद्दे हैं आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फैकल्टी में भी हमारे पास ऐसी स्थिति है जैसे कि स्टूडेंट्स में थी स्टूडेंट आईडी → ऑल अटरीब्यूट ऑफ फैकेल्टी आईडी → सदस्यता क्रमांक सदस्यता क्रमांक → आईडी और प्रत्येक फैकल्टी के पास दो अद्वितीय क्रमांक हैं दो कीज है और हमारे पास समान प्रकार के मुद्दे हैं जो कि हमने स्टूडेंट के लिए देखे थे तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा तो हमारे पास कौन कौन से पक्ष हैं जिनमें हम जाएंगे तो हम एक क्वेरी लेते हैं और क्वेरी में हम उस सदस्य का नाम पता करने की कोशिश करते हैं जिसने एक किताब उदाहरण के तौर पर इसका एकसेशन क्रमांक 162715 हो उसे जारी करवाई हो अगर हमें सिलेक्ट क्वेरी इसके लिए लिखनी हो तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि सिलेक्ट क्वेरी स्टूडेंट के लिए लिखनी चाहिए या फैकल्टी के लिए यदि यह सदस्य एक स्टूडेंट है तो पहले हमें पहली क्वेरी जो हमें करनी होगी तो हमें स्टूडेंट और बुक इशू के बीच ज्वाइन करना होगा जिससे कि स्टूडेंट का सदस्यता क्रमांक मिले जिसने यह किताब इशू करवाई हो जिसका एक्सेशन क्रमांक मुझे किसी विशेष किताब को जारी करने के रिकॉर्ड को परिणाम में दें इसी प्रकार से यदि सदस्य फैकल्टी है तो मुझे अलग क्वेरी चाहिए तो अब यह एक समस्या है क्योंकि यदि मेरे पास दो संभावित क्वेरीज हैं और सदस्यता क्रमांक के आधार पर मुझे यह निश्चित करना हो कि कौन सी क्वेरी चलाए तो हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है तो इस डिजाइन में यह समस्या है तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं हमें वापस से अपने विवरण पर जाना होगा और देखना होगा कि विवरण क्या कहता है इसमें लिखा है कि वहां पर सदस्यों के चार प्रकार के वर्ग हैं स्नातक परास्नातक शोध छात्र और फैकेल्टी मेंबर्स विशेषज्ञता के हिसाब से इस रिलेशनशिप में हम पहले से ही सदस्यता के विचार पर मेंबर्स एंटिटी बना चुके हैं इसमें की सदस्यता क्रमांक है सदस्यता का प्रकार है परंतु अभी हमने यह देखा कि वास्तविकता में यह मायने रखता है कि सदस्य स्टूडेंट है या फैकल्टी है और इससे यह अद्वितीय निश्चिता करने वाला तत्व बनता है कि हम हमारी क्वेरी को किस प्रकार निर्मित करेंगे तो यहां पर हम एक नए एट्रिब्यूट को लाते हैं जो पहले से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था और इसको कहेंगे हम मेंबर क्लास या सदस्यता का वर्ग जोकि दो में से एक ही मान ले सकता है जोकि स्टूडेंट या फैकल्टी होंगे और वह अपना मेंबर टाइप या सदस्यता का प्रकार रखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टूडेंट वर्ग में स्टूडेंट यूजी हो सकता है या फिर यदि सदस्यता वर्ग में फैकल्टी है तो व्यक्ति फैकल्टी है तब सदस्यता का प्रकार एफसी होगा क्योंकि एक फैकल्टी मेंबर का रोल नंबर नहीं होता है परंतु आईडी अस्तित्व में होगा हम ऐसा करते हैं और इसके बाद हम एक छुपी रिलेशनशिप को जाकर करते हैं जो पहले स्पष्ट रूप से कहीं भी लिखी हुई नहीं थी अब हम यह कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स सदस्य हैं फैकल्टी सदस्य हैं और बुक जारी करने के हिसाब से लाइब्रेरी के साथ में दोनों स्टूडेंट और फैकल्टी को सदस्य माना जा सकता है एक प्रकार से वर्चुअल एंटिटी होगी स्टूडेंट्स और मेंबर्स के बीच में और फैकल्टी और मेंबर्स के बीच में चलिए देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा पहले की क्वेरी के हिसाब से हम पिछे जाते हैं और क्वेरी को फिर से देखते हैं हम देखेंगे कि समस्याएं काफी हद तक हल हो चुकी है क्योंकि अब भी हमें सदस्य का नाम ढूंढना है और यह आधारभूत शर्त है जो कहती है लेकिन मुझे माफ करिएगा यह आधारभूत शर्त है जो कहती है कि सदस्यता क्रमांक बताएं जिसने बुक जारी करवाई है परंतु वास्तविक समस्या जोकि नाम ढूंढने की है वहां पर हल हो सकती है क्योंकि मैं दो क्वेरीज लिख सकता हूं और फिर उनका योग या यूनियन कर सकता हूं इसमें पहली क्वेरी फैकल्टी के लिए चलती है और दूसरी क्वेरी स्टूडेंट के लिए चलती है अब मेरे पास जबकि एक मेंबर क्लास या सदस्यता वर्ग है जो मुझे कहता है कि क्या यह सदस्य फैकेल्टी है या यह सदस्य स्टूडेंट है तो इनमें से एक क्वेरी नल या खाली रिजल्ट देगी क्योंकि यह किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती है परंतु दूसरी रिकॉर्ड परिणाम में देगी जिसमें की नाम जिसमें प्रथम नाम और अंतिम नाम सदस्य का होगा और यह निश्चित करेगी जब हम फैकल्टी के लिए देख रहे होंगे हमें मेंबर्स रिलेशन और फैकल्टी रिलेशन के बीच में मेंबर आईडी की समानता को जांचने की आवश्यकता है और स्टूडेंट के साथ काम करते वक्त हमें रोल नंबर की समानता को जांचने की आवश्यकता है इस प्रकार से बुद्धिमता से योग या यूनियन विशेषता को उपयोग में लाते हुए और आप जानते हैं मैं नेस्टेड क्वेरी विशेषता से हम आसानी से क्वेरी लिख सकते हैं जहां पर अंतर्निहित रूप से अब डाटा के आधार पर इस टेबल मैं डाटा देख रहा हूं वह हल हो जाएगा इस परिष्करण के बाद मेरा मेंबर स्कीमा अब मेंबर नंबर → मेंबर क्लास मेंबर टाइप रोल नंबर एवं आईडी नंबर एवं रोल नंबर और मेंबर टाइप → मेंबर क्लास क्योंकि यदि यह मैं जानता हूं कि कोई सदस्य का प्रकार स्नातक है तो मैं जानता हूं कि सदस्य का वर्ग स्टूडेंट होगा और की स्पष्ट रूप से मेंबर नंबर या सदस्यता क्रमांक होगी ऐसा करने के बाद हम आपस में स्टूडेंट और फैकल्टी के पास जाते हैं क्योंकि अब हमें मेंबर नंबर की आवश्यकता नहीं है उसमें क्योंकि वह सीधे रूप से इशू और रिटर्न में शामिल नहीं होंगे क्योंकि आपको केवल अब मेंबर नंबर की आवश्यकता है जो पहले से ही मेंबर्स में है तो अब यह एक रोल नंबर है जो कि सब कुछ निर्धारित करता है सदस्यता क्रमांक अब उपयोगी नहीं होगा सदस्य का प्रकार और सदस्य की कक्षा जो हमने मानी थी वह मेंबर्स में है और सदस्यों को डिग्री की वैल्यू से निकालना होगा उस समय जब एक नया रिकॉर्ड बनता है जब एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया जाता है तो एक इंद्राज इस रिलेशन में होगा और उसके सापेक्ष में इंद्राज होगा मेंबर्स रिलेशन में जहां पर सदस्यता का क्रमांक या मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है और मेंबरशिप टाइप या सदस्यता का प्रकार डिग्री में से निकाला जाएगा इसी प्रकार का बदलाव फैकल्टी के लिए भी होगा परिष्करण के बाद हमारे पास यह 8 रिलेशनल स्कीमा बुक्स कैटलॉग में से है जो कि प्रत्येक किताब की प्रति का विवरण देंगे जोकि सूचना देंगे इस बारे में की कितनी पुस्तकें उनकी जारी करने की आधारभूत सूचना होगी हमारे पास कोटा के सदस्य है एक तरह से वर्चुअल रिलेशन है जो हमने लाइब्रेरी के मेंबर्स के आशय को सहयोग करने के लिए बनाई है स्टूडेंट्स और फैकल्टी इस मेंबर्स रिलेशन से रोल नंबर या आईडी के द्वारा जुड़े हैं और स्टाफ के विषय को हमने अब तक नहीं छुआ है इस प्रकार एक बहुत ही सरल स्पेसिफिकेशन या विवरण से आप पता कर सकते हैं कि कैसे एनटीटी सैट्स अटरीब्यूट्स रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और कैसे रिलेशनल स्कीमा और संभावित फंग्शनल डिपेंडेंसीज को देख सकते हैं और फिर उनको परिष्कृत करके यह देख सकते हैं की क्वेरी करने की क्या जरूरतें है होंगी और फिर एक अंतिम परिष्कृत स्कीमा पर आ सकते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की जिन क्वेरीज की हमने बात की थी और दूसरी भी अब इसी प्रकार से कोड की जा सकती है पर मैं आपके लिए उसको अभ्यास के रूप में देता हूं और आप उन क्वेरीज को कोड करने का प्रयास करें तो आप यह सीख पाएंगे कि उसे अच्छा कैसे करें और मैं भी आपको कुछ और पूरक सूचनाएं ऑफलाइन दूंगा